इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है जैसा कि पिछले कुछ मॉड्यूल के लिए उल्लेख किया हम एक्टिव सर्किट डिज़ाइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले मॉड्यूल में हम एम्पलीफायर विशेष रूप से इनपुट और आउटपुट इम्पीडेन्स मैचिंग से संबंधित इम्पीडेन्स मैचिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे अब इस मैचिंग का लक्ष्य क्या है जो पहले स्थापित होना है जब हम एक एम्पलीफायर की तरह एक एक्टिव सर्किट डिजाइन करते हैं तो विभिन्न लक्ष्य होते हैं आइए हम लक्ष्यों को सूचीबद्ध करें तो पहले विभिन्न लक्ष्य हैं जो आपको करने की आवश्यकता है सबसे पहले सर्किट स्टेबिल होना चाहिए तो स्टेबिलिटी फिर ट्रांसड्यूसर पावर गेन नाम की कोई चीज जिसे हम अगले कुछ स्लाइड्स में एक पल में देख सकते हैं यह ट्रांसड्यूसर पावर गेन क्या है और यह प्रतीक G द्वारा दर्शाया गया है फिर डीसी बायसिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी एक्टिव डिवाइस की आवश्यकता है उन्हें पैसिव डिवाइस के विपरीत काम करने के लिए आपूर्ति के लिए एक उचित डीसी होना चाहिए जहां वे बस इनपुट पावर एक्टिव पर काम करते हैं डिवाइस को एक अलग डीसी तारों की आवश्यकता होती है फिर अन्य डिज़ाइन लक्ष्य भी हैं जैसे पावर एडेड एफिशिएंसी या पीएई फिर हमारे पास बैंडविड्थ है फिर हमारे पास नॉइज़ है या जैसा कि हम नॉइज़ फिगर कहते हैं जब हम एम्पलीफायर डिज़ाइन पर चर्चा करेंगे तो हम सभी को इन आस्पेक्ट्स को एक एक करके उठाना होगा फिर आउटपुट पावर क्योंकि यह भी ध्यान का एक महत्वपूर्ण फिगर ऑफ़ मेरिट है कितनी पावर ना सिर्फ एफिशिएंसी या बैंडविड्थ या वो कितनी DC पावर लेता है बल्कि यह कितनी आउटपुट पावर देता है और अंत में लिनारिटी भी यह एम्पलीफायर डिज़ाइन का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि यह कितना लीनियर है जो कि है एम्पलीफायर के इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कितने करीब हैं एक लीनियर रिलेशनशिप केयानि कि आउटपुट इनपुट के लिए प्रोपोरशनल होना चाहिए तो आइए हम एक एक करके इन चीजों को उठाते हैं लेकिन वहां जाने से पहले हम कुछ को परिभाषित करना चाहेंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं तो हमारे पास एक निश्चित एक्स पैरामीटर मैट्रिक्स के साथ हमारा एम्पलीफायर है फिर हमारे पास एक लोड ZL और एक सोर्स ES है और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लोड और सोर्स के रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट और लोड गामा एस और गामा एल द्वारा दिए गए हैं और इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट और एम्पलीफायर के आउटपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट को गामा और गामा OUT में दिया जाता है और फिर मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया था कि उचित इनपुट मिलान के लिए हमें सोर्स और ट्रांजिस्टर या एक्टिव डिवाइस के एम्पलीफायर इनपुट के बीच इनपुट मैचिंग नेटवर्क की आवश्यकता होती है तो चलिए उस ट्रांजिस्टर की बात करते हैं और फिर हमें आउटपुट मैचिंग नेटवर्क की आवश्यकता होती है जो आउटपुट लोड और ट्रांजिस्टर के आउटपुट के बीच होगा तो यह मेरा RL है इसलिए यह डिज़ाइन है जिसे आप इस इनपुट मैचिंग नेटवर्क और आउटपुट मैचिंग नेटवर्क से जानते हैं और इस इनपुट और आउटपुट मैचिंग नेटवर्क का उद्देश्य क्या है एक उपयुक्त गामा S और गामा L प्राप्त करना जो विभिन्न स्थितियों को पूरा करेगा इनपुट मैचिंग और आउटपुट पावर नॉइज़ और उन सभी मानदंडों को जानते हैं जो मैंने पहले व्याख्यान में उल्लेख किया था तो सवाल का चयन कैसे करें कि हमें क्या चुनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन कोड हैं इसलिए आपको पता है कि गामा S का एक मूल्य आपको इम्पीडेन्स दे सकता है एक दूसरे का मूल्य आपको आउटपुट पावर एडेड एफिशिएंसी दे सकता है आप ऑप्टिमम गामा एस और गामा एल का चयन कैसे करते हैं क्योंकि आप गामा S का एक मूल्य जानते हैं या गामा L का एक मूल्य सभी डिज़ाइन मापदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है जो कि यह हो सकता है अगर मेरे पास एक भी लक्ष्य स्टेबिलिटी है फिर गामा S या गामा L के एक से अधिक मूल्य हो सकते हैं जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को संतुष्ट कर सकते हैं यदि मेरे पास गामा S और गामा S के एक से अधिक मूल्य हैं जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को संतुष्ट करने के लिए है तो यह हमें गामा S और गामा L चुनने में कुछ आसानी देता है नॉइज़ या गेन जैसे अन्य मानदंडों को पूरा कर सकते है Sतो डिजाइन का कहना है कि हम स्पेसिफिक गैंन टारगेट मान लो मैक्सिमम गेन जीटी है जीटी क्या है तो यह पावर गेन की सबसे सही परिभाषा है कि एक एम्पलीफायर में पावर गेन का सबसे उपयोगी मूल्य भले ही यह सबसे उपयोगी हो यह न तो कंप्यूट करना आसान है और न ही डिज़ाइन करना जैसा कि हम बाद में देखेंगे तो मैक्सिमम गेन जीटी मैक्स हो सकता है और अन्य सभी गेन जीटी मैक्स की तुलना में कम होंगे अन्य संभव यह है कि एक विशेष गामा S कहें जो सबसे कम नॉइज़ या ऑप्टिमम नॉइज़ देता है जैसा कि हम इसे कहते हैं या कहें कि यह मैक्सिमम लिनारिटी दे सकता है तो आइए हम पहले ध्यान दें कि हम कैसे इन सभी लक्ष्यों को इस नॉइज़ स्टेबिलिटी और गेन को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन पहले हमें मान लें कि हम लाभ के पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इसलिए यदि मैं अधिकतम गेन प्राप्त करना चाहता हूं तो यह क्या होना चाहिए अब प्रिलिमिनरी आंसर कॉमन नॉलेज द्वारा दिया जा सकता है जो यह है कि गामा S को गामा IN का कोंजूगेट होना चाहिए और गामा L को गामा OUT का कोंजूगेट होना चाहिए ZSZINZLZOUT SIN LOUT दूसरे शब्दों में हमारे पास एक एम्पलीफायर है जैसे कि अधिकतम ट्रांसड्यूसर पावर गेन जीटी मैक्स ZS को Z के बराबर होना चाहिए स्टार में ZL को Z OUT स्टार के बराबर होना चाहिए और या गामा S गामा के बराबर होना चाहिए स्टार में और गामा L को गामा OUT स्टार के बराबर होना चाहिए जो कि इस पर आधारित प्रारंभिक उत्तर है इस पर आधारित नहीं है जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने पहले कहा था कि मैं आपको इन प्रिलिमिनरी आंसर के बारे में कई परिभाषाएं दूंगा ताकि अब हम एक एक करके विभिन्न परिभाषाएँ देखें GPPower Delivered to the loadPower Delivered to the networkPLPIN पहले तो फिर से मुझे अपने एम्पलीफायर को एक बार फिर से ड्रा करने दें पहला प्रकार की पावर डेफिनिशन GP है यह पावर गेन या ऑपरेटिंग पावर गेन के रूप में जाना जाता है मैं इसे ऑपरेटिंग पॉवर गेन या केवल पावर गेन कह सकता हूं जो के जीपी नेटवर्क के लिए दी गई पॉवर पर लोड के बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि यह यहां नुमेरेटर है मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि P पर PL है इसलिए PL लोड तक पहुंचने वाली कुल पॉवर है जो कि इंसिडेंट पावर माइनस रेफ्लेक्टेड पॉवर है नेट पावर जो लोड और P IN में पहुंच रही है वह नेट पावर है जो नेटवर्क तक पहुंच रही है इसका मतलब है कि इस नेटवर्क के इनपुट पर या इस एम्पलीफायर के इनपुट पर मेरे पास एक इंसिडेंट पावर है और एक रेफ्लेक्टेड पॉवर है और जो नेट पावर है वह इंसिडेंट पावर माइनस रेफ्लेक्टेड पॉवर है जो नेटवर्क के अंदर जा रही है और जिसे Pin द्वारा दर्शाया गया है इसलिए यह GPA की परिभाषा है GAPower Available from networkPower Available from sourcePAVNPAVS फिर मेरे पास एक और परिभाषा है जिसे GA कहा जाता है जो कि ऐसा है यह मेरा नेटवर्क है GA में सोर्स से उपलब्ध पावर के रूप में पावर उपलब्ध है इसलिए यह PAVS पर PAVN के बराबर है तो PAVN नेटवर्क से उपलब्ध पावर है जो कि मूल रूप से अधिकतम पावर है जो नेटवर्क द्वारा लोड की सप्लाई की जा सकती है और PAVS सोर्स से उपलब्ध पावर है इसका मूल रूप से मतलब अधिकतम पावर है जो सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है GTPower Delivered to the loadPower Available from sourcePLPAVS और अंत में GT जो कि है लोड तक पहुंचाई गई पावर अपॉन सोर्स से उपलब्ध पावर तो यह कभी कभी PAVS पर PL के रूप में लिखा जा सकता है और यह वास्तव में गेन है जो सबसे अधिक मायने रखता है जब हम इस टर्म का उल्लेख करते हैं तो इसका मूल रूप से मतलब है के लोड को कितनी पावर डिलीवर हुई जो कि PL अपॉन सोर्स को सप्लाई करने वाली टोटल पावर हैं यदि हमारे पास एक सोर्स और लोड है तो हम मापते हैं कि वास्तव में लोड करने के लिए कितनी पावर चली गई है और मूल रूप से कितनी पावर उपलब्ध है और इसीलिए यह पावर गेन का सबसे प्रैक्टिकल और उपयोगी डेफिनिशन है लेकिन फिर समस्या यह है कि जब हम इस GT के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जो GT के साथ नेटवर्क का डिज़ाइन कठिन बनाते हैं और इसलिए हम वास्तव में GT को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करेंगे लेकिन कुछ सिम्प्लिफिकेशन्स के साथ हम इसे बाद में देखेंगे अब इन पावर गेन इकक्वैशन्स को सिग्नल फ्लो ग्राफ से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि उदाहरण के लिए PL इंसिडेंट पावर माइनस रेफ्लेक्टेड पॉवर है इसलिए ये उसी तरह से विश्लेषण किया जा सकता है जैसे हमने सिग्नल फ्लोग्राफ़ का उपयोग करके पिछले मॉड्यूल में विश्लेषण किया था और आप ऐसा कर सकते हैं कि एक अभ्यास के रूप में या आप गोंजालेज द्वारा माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर एम्पलीफिएरस बय गुइलेर्मो गोंजालेज पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं जो इस पाठ्यक्रम में उल्लिखित है और वहां आपको इन सभी गेन टर्म्स के लिए डेरीवाशंस मिलेंगे जो मैं आपको अंतिम परिणाम दे रहा हूं यदि आप मॉनिटर पर स्लाइड्स पर जा सकते हैं GT1 S21 S11S2S2121 L21 outL2GTSSL GP11 IN2S2121 L21 S22L2GPSL GA1 S21 S11S2S21211 out2GASS INS11S12LS211 S22L outS22S21SS121 S11S तो यह GT इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है GP इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है और GA या उपलब्ध पावर गेन इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि GT को देखने में क्या समस्या है GT देखें यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यह एक फ़ंक्शन है यह गामा OUT का लेकिन फिर गामा OUT ही गामा S का एक फ़ंक्शन है यह यहाँ उदाहरण के लिए नहीं है मैंने गामा OUT के लिए एक्सप्रेशन लिखी है क्योंकि हम देख सकते हैं कि गामा OUT गामा S का एक फ़ंक्शन है हमें GT के कुछ मूल्य दिए गए हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है तो हम अपने गामा L और फिर हम अपने गामा S को प्राप्त करते हैं अब एक बार जब मैं गामा S को डिजाइन करता हूं तो मैं अपने गामा OUT को ठीक कर लेता हूं फिर यहां नोटिस करता हूं कि मुझे इस शर्त को भी पूरा करना होगा कि गामा OUT अधिकतम पावर टट्रांसफर वाले के लिए गामा L के कोंजूगेट के बराबर होना चाहिए जो कि संभव नहीं है अगर मैं गामा S को ठीक फिर मैं गामा OUT को ठीक कर रहा हूं और फिर मुझे गामा L को ठीक करना है I गामा OUT के मूल्य के आधार पर मैं स्वतंत्र रूप से गामा S और गामा L को ठीक नहीं कर सकता यह GT एक्सप्रेशन की मुख्य समस्या है अब GT के लिए एक वैकल्पिक एक्सप्रेशन है जहाँ मेरे पास गामा OUT के बजाय गामा IN है और गामा L बजाय के पास गामा S है और गामा S के बजाय गामा L है गामा IN के संदर्भ में एक समान एक्सप्रेशन है वहाँ भी हम गामा IN को ठीक करते हैं तब हम RL को ठीक कर रहे हैं या इस इम्पीडेन्स को हम ठीक कर रहे हैं और एक बार जब हम गामा IN को ठीक कर लेते हैं तो मैचिंग के लिए हमारा गामा S गामा IN के कोंजूगेट के बराबर होना चाहिए दूसरी ओर GP के लिए आप देखते हैं कि GP पूरी तरह से गामा IN और गामा L का एक फ़ंक्शन है अब गामा IN स्वयं गामा L का एक फ़ंक्शन है इसलिए यह GP पूरी तरह से गामा L का एक फ़ंक्शन है और चूंकि यह पूरी तरह से गामा L का एक फ़ंक्शन है तो हमें गामा S या RS पर कोई प्रतिबंध नहीं है इसी तरह GA के लिए है जहां इस GP का सिर्फ कनवेर्स होता है यह गामा OUT के संदर्भ में एक एक्सप्रेशन है लेकिन गामा OUT गामा S पर निर्भर करता है क्योंकि केवल गामा S और गामा OUT GA के लिए एक्सप्रेशन में मौजूद है विशुद्ध रूप से गामा S का एक फ़ंक्शन है और इसलिए हमारे पास RL पर कोई प्रतिबंध नहीं है हम स्वतंत्र रूप से RL और ZS को ठीक कर सकते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं GA GT और GP हमने देखा कि GP शुद्ध रूप से गामा L का एक फ़ंक्शन है GA गामा S का एक फ़ंक्शन है और GT गामा S और गामा L दोनों का फ़ंक्शन है वास्तव में GA के लिए उपयुक्त है उन एम्पलीफायरों को डिजाइन करना जिनका स्रोत प्रतिबाधा पहले से ही कम नॉइज़ एम्पलीफायरों और GP के लिए तय है मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि उन एम्पलीफायरों को डिजाइन करने के लिए उपयोगी है जिनका लोड प्रतिबाधा नियत है लेकिन हम उचित डिजाइन मापदंडों का पालन करने के लिए गामा एस को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं उदाहरण के लिए लौ नॉइज़ एम्पलीफायरों में नॉइज़ गामा S पर ज्यादातर गामा L पर निर्भर करता है इसलिए नॉइज़ ज्यादातर गामा S पर निर्भर करता है यहां गामा L यानी एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेन्स पहले से ही तय है लेकिन ऑप्टिमम नॉइज़ का आंकड़ा है यदि हम इन एम्पलीफायरों के लिए पावर एम्पलीफायरों पर विचार करते हैं तो हम गामा S को संशोधित कर सकते हैं सोर्स पहले से ही तय है इसलिए हम सोर्स गामा S में कुछ भी नहीं बदल सकते हैं लेकिन गामा L को उपयुक्त सोर्स प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए S120 GT1 S21 S11S2S2121 L21 S22L2GSG0GL अब हम उस मामले पर विचार करें जैसा कि मैंने कहा भले ही GT एक एम्पलीफायर को डिजाइन करने के लिए उपयोगी नहीं है हम कुछ विशेष मामलों पर विचार कर सकते हैं उनमें से एक है जिसे एकतरफा मामले के रूप में जाना जाता है युनिलेटरल मामले का मतलब है कि S12 0 के बराबर है और यह धारणा S के बराबर नहीं है क्योंकि ज्यादातर एम्पलीफायरों में रिवर्स ट्रांसमिशन कोएफ़िशिएंट वास्तव में बहुत कम है यह कम होना चाहिए अन्यथा पावर वापस बहती रहेगी जो हम नहीं चाहते हम हमेशा चाहते हैं इनपुट से आउटपुट में पावर वापस बहती रहे हम आउटपुट से इनपुट में पावर वापस प्रवाहित नहीं करना चाहते हैं इसलिए यह कुछ हद तक मान्य धारणा है हालांकि ज्यादातर एम्पलीफायरों में यह इतना कम नहीं है कि यह 0 नहीं है लेकिन यह कम मूल्य है लेकिन फिर इस धारणा को बनाकर हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं कि इससे डिजाइनर का जीवन बहुत आसान हो जाता है यह कैसे आसान हो जाता है क्योंकि अब देखें कि GT के लिए एक्सप्रेशन 1 माइनस S22 गामा SL होल स्क्वायर में हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब कोई गामा OUT या गामा IN नहीं है यहाँ विशुद्ध रूप से गामा S और गामा L का होल स्क्वायर है और इसलिए इनको गेन टर्म माना जा सकता है यदि आप में चाहते हैं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं यह GS द्वारा गुणा G0 से गुणा के बराबर है इसलिए उसका GS सोर्स नेटवर्क के कारण सोर्स गेन है S21 इन्हेरेंट या नेटवर्क के इस S मापदंडों के कारण गेन है और GL लोड नेटवर्क के कारण गेन है कब SS11 LS22 GTGTU 11 S112S21211 S222 हम देखते हैं कि जब गामा S S11 कोंजूगेट के बराबर है और गामा L S22 कोंजूगेट के बराबर है तो यह GT जो इसका अधिकतम मूल्य है जिसे मैं GTU मैक्सिमम कहता हूं यह U युनिलेटरल प्रतिनिधित्व करता है इसलिए यह I के बराबर आता है 1 S11 होल स्क्वायर S21 होल स्क्वायर पर तो यह GS मैक्सिमम है और G Smax इस मान के बराबर है और GLmax इस मान के बराबर है S120 GT1 S21 S11S2S2121 L21 S22L2GSG0GL इसलिए यह युनिलेटरल डिजाइन का मामला है और जैसा कि हम बाद में देखेंगे जब हम गामा S या गामा L के गेन सर्कल्स के लोकस के बारे में चर्चा करते हैं जो इस GS या GL का निरंतर मूल्य देता है हमने बस GTU या युनिलेटरल गेन पर चर्चा की और गामा S का लोकस जो इस GS का एक निरंतर मान देता है समान रूप से गामा L का लोकस जो इस GL के निरंतर मान को भी एक सर्किल बनाता है हम इस पर चर्चा करेंगे जब हम कर रहे हैं जब हम एम्पलीफायर गेन सर्किल के बारे में चर्चा की अभी के लिए आइए चर्चा करते हैं कि हम एक एम्पलीफायर के स्टेबिलिटी के बारे में शुरू करें ताकि आप स्टेबिलिटी से सर्किट का क्या मतलब देखते हैं जब मैं स्टेबिलिटी कहता हूं तो इसका मतलब है कि यदि आप एक इनपुट देते हैं तो आउटपुट को दूसरे शब्दों में बॉउंडेड इनपुट आउटपुट के लिए बॉउंड किया जाना चाहिए यदि आप एक इनपुट देते हैं और फिर आउटपुट खुद को इस हद तक बढ़ाता है कि वह अपने सेचुरेशन वैल्यू तक पहुंचते है तो सर्किट स्थिर नहीं होता है इसी तरह यदि आप इनपुट करते हैं और आउटपुट इतना कम हो जाता है कि यह अब आउटपुट ही अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता जो कि एक तो वह भी ऑनस्टेबल सर्किट है स्थिर सर्किट वह होगा कि जब आप उस सर्किट को एक निरंतर इनपुट देते हैं तो आउटपुट भी निरंतर होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए कि यह न तो चमकना चाहिए और न ही इसे धीमा करना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई एलिमेंट पैसिव है यदि इसके लिए कुछ वास्तविक रेजिस्टेंस है यदि इसके इम्पीडेन्स का वास्तविक हिस्सा सकारात्मक है तो ऐसा उपकरण हमेशा स्थिर होगा क्योंकि ऐसा कोई डिवाइस एक पैसिव डिवाइस है ReZSZIN0 ReZLZout0 तो फिर अगर हमारे पास लोड ZL के साथ एक एम्पलीफायर है तो अगर हमारे पास ZS प्लस Z का वास्तविक भाग 0 से अधिक है और सभी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए ZL प्लस Z OUT का वास्तविक भाग 0 से अधिक है तो ऐसा एक सर्किट है कहा जाता है कि यह बिना शर्त के स्थिर है या ऐसा है कि इस तरह के सर्किट को स्थिर कहा जाता है यदि ये स्थितियां हैं के आपके पास कुछ ZIN हैं लेकिन फिर ZS के कारण ZIN का एक नेगेटिव रियल पार्ट या Z OUT का स्वयं एक नेगेटिव रियल पार्ट है लेकिन फिर ZS और ZL को जोड़ने पर ZS और ZIN के सम का वास्तविक भाग 0 से अधिक हो जाता है तो ऐसे सर्किट को स्थिर कहा जाता है कैसे यह सुनिश्चित करें के सर्किट हमेशा स्थिर होता है चाहे ZS या ZL का मान कितना हो ऐसा सर्किट जो ZS या ZL के मान के बिना स्थिर होता है उसे अनकंडिशनली स्टेबल कहा जाता है ReZIN0IN1 ReZout0out1 for all S1 L1 तो अनकंडिशनल स्टेबिलिटी कि जब हमारा ZIN ही पैसिव या Z OUT खुद पैसिव हो रहे हैं तो यही स्थिति होगी रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट्स के संदर्भ में यही बात सभी गामा S के लिए 1 या गामा मॉडलस गामा S से कम या मॉडलस के रूप में व्यक्त की जाती है गामा L 1 से कम यह मूल रूप से गामा L और गामा S के पैसिव मूल्यों के लिए है यदि गामा N मॉडलस और गामा OUT मॉडलस 1 से कम है तो वह सर्किट अनकंडिशनली स्टेबल है K1 with K1 S112 S222∆22S21S22 ∆1 with ∆S11S22 S21S12 B10 with B11S112 S222 ∆2 यदि आप मॉनिटर पर स्लाइड्स की तरफ रुख करते हैं तो गणितीय रूप से यदि आपको एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर के S पैरामीटर दिए गए हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या यह बिना शर्त स्थिर है तो आपको OUT Z में मिल सकता है जैसे मैंने कहा था पिछली स्लाइड में लेकिन S पैरामीटर के संदर्भ में एक स्पेसिफिक पैरामीटर है जो K और डेल्टा है यदि आप इस ईक्वेशन से K के मान और इस ईक्वेशन से डेल्टा के मान की गणना करते हैं तो यदि K 1 से अधिक है और डेल्टा का मॉडलस 1 से कम है तो सर्किट बिना शर्त स्थिर होगा तो दिए गए सर्किट के S पैरामीटर को आप केवल K और डेल्टा का मूल्यांकन करते हैं और जांचते हैं कि क्या K 1 से अधिक है या डेल्टा मॉडलस 1 से कम है तो सीधे आप कह सकते हैं कि सर्किट अनकंडिशनली स्टेबल है एक वैकल्पिक मानदंड यह है कि K 1 से अधिक और B1 0 से अधिक है यहां B1 को इस समीकरण द्वारा दिया गया है अब यदि आप इन समीकरणों का एक प्रमाण चाहते हैं तो यह गिलर्मो गोंजालेस द्वारा किताब में दिया गया है तो मैं आपको उस पुस्तक को रेफेर करने की सलाह दूंगा जो इन एक्टिव डिवाइस के लिए प्राथमिक पाठ है पैसिव डिवाइस के लिए यह माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स बय पोज़र है K1 with K2Re11Re22 Re12211221 Re11110 Re22220 एक अल्टरनेटिव स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह दिया गया है कि K को इस टर्म द्वारा परिभाषित किया गया है जहां यह गामा Z पैरामीटर या Y पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर में से कोई भी होगा जिसे हमने अभी तक हाइब्रिड पैरामीटर को कवर नहीं किया है आप इसे ले सकते हैं वह Z और Y पैरामीटर इस गामा Z और Y पैरामीटर का प्रतिनिधित्व करता है अब यदि वास्तविक मूल्य यहाँ निश्चित रूप से हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह Z आपके गामा का प्रतिनिधित्व करता है तो Z11 और Z22 के पॉजिटिव रियल पार्ट्स हैं यदि आप केवल K के मूल्य की गणना करते हैं और देखते हैं कि यह 1 से अधिक है तो हम कह सकते हैं कि सर्किट अनकंडिशनली स्टेबल है μ1 μ1 S112S22 S11∆S21S12 ∆S11S22 S12S21 1 S222S11 S22∆S21S12 वर्ष 1992 में एक नई शर्त दी गई थी इस शर्त में कहा गया है कि यदि आप इस समीकरण द्वारा दिए गए mue का केवल मान पाते हैं और यदि mue का मान 1 से अधिक है तो सर्किट बिना शर्त के स्थिर हो जाता है इसके बजाय Mue का भी दोहराव होता है आप इसे नुमेरेटर पर होने वाले 1 S22 मॉडलस के संदर्भ में भी लिख सकते हैं इसलिए इस मॉड्यूल में हमने विभिन्न पावर गेन्स के बारे में मूल परिभाषाओं को कवर किया है और हमने अभी शुरुआत की थी कि हमने स्थिरता की शुरुआत पर चर्चा की थी अब आप एक बात का ध्यान रखें कि सर्किट के अनकंडिशनली स्टेबल रहने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऑपरेटिंग फ्रेक्वेंसीएस या इसके लिए डिज़ाइन की गई ऑपरेटिंग पावर के लिए सर्किट को स्थिर होना चाहिए इसे अनकंडिशनली स्टेबल बनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि अगर आप अनकंडिशनली स्टेबल के लिए डिज़ाइन करते हैं तो इससे नुकसान या गेन या नॉइज़ फिगर का बढ़ना सकता हो सकता है जो अवांछित है अगर कहें के आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर सर्किट स्थिर है और स्थिर हालत है कि ZS प्लस Z IN या Z OUT प्लस Z IN Z OUT प्लस ZL पैसिव हैं यदि बस सर्किट के ऑपरेटिंग पॉइंट पर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सर्किट सक्षम है तो यह पर्याप्त है और वास्तव में अगले मॉड्यूल में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अस्थिर सर्किट को स्थिर बनाया जा सकता है